सभी को नमस्कार ट्रांसमिशन लाइनों पर आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है जो पिछले व्याख्यानों की निरंतरता है इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने कोएक्सिअल केबल देखा था हमने वास्तव में देखा था कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस वैल्यू क्या हैं और इससे हमें पता चला कि Z0 का मान क्या है जो कि लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स है बेशक यह मानता है कि यह एक लॉसलेस लाइन है लेकिन फिर हमने इस बात पर गौर किया कि क्या लॉसेस हैं तो कोई देख सकता है कि लॉसेस बहुत अधिक हो सकता है या लॉसेस बहुत कम हो सकता है और निश्चित रूप से आप इस तरह के कोएक्सिअल केबल के लिए अधिक कीमत का भुगतान करते हैं फिर हमने एक कोएक्सिअल केबल के स्पेसिफिकेशन को देखा उसके बाद विभिन्न प्रकार के कनेक्टर इसलिए मैंने आपसे विभिन्न प्रकार के कनेक्टर के बारे में उल्लेख किया है लेकिन अभी आपको RF पर बताना है कि इन दिनों कनेक्टर्स की अधिकतम संख्या जिनका उपयोग किया जा रहा है वे N प्रकार या SMA कंडक्टर प्रकार हैं ये दो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है बेशक मिलीमीटर वेव में आपके पास कोई विकल्प नहीं है लेकिन इन कनेक्टर्स का उपयोग करें फिर हमने स्ट्रिप लाइन के बारे में बात की इसलिए मैंने आपसे यह उल्लेख किया है कि स्ट्रिप लाइन के संदर्भ में कैसे कोएक्सिअल लाइन का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है क्योंकि वहां यह सर्कुलर है यह रेक्टैंगुलर है फिर स्ट्रिप लाइन से हमने विभिन्न प्रकार के सबस्ट्रेट्स में देखा कम लागत से बहुत उच्च लागत के लिए उपयोग किए जाने वाले सबस्ट्रेट्स क्या हैं उसके बाद हमने माइक्रोस्ट्रिप लाइन के बारे में बात की हम इस बात पर गौर करते हैं कि इन चीजों के साथ फ्रिंजिंग फील्ड क्या हैं और फ्रिंजिंग फील्ड के कारण प्रभावी डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मौजूद है जो सब्सट्रेट के डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से थोड़ा कम है क्योंकि अब वेव पूरी तरह से डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर सीमित नहीं है फील्ड का हिस्सा हवा में है और तब हमने W के दिए गए मूल्य के लिए देखा कि कोई कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स का पता लगा सकता है तो यह एक एनालिसिस समीकरण है और फिर हमने डिज़ाइन समस्या पर ध्यान दिया जहां Z0 दिया गया है और हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि Wd या Wh क्या है फिर हमने एक डिज़ाइन समस्या ली जहाँ हमने एक विशेष सब्सट्रेट लिया है और फिर 100 Ω की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के लिए हम W का मान ज्ञात कर सकते हैं जो 071 मिमी निकलता है और εe 305 जो 44 से कम है और हमने एनालिसिस समीकरण का उपयोग करके इस डिजाइन समीकरण को सत्यापित किया और हमने देखा कि परसेंटेज एरर अपेक्षाकृत बहुत छोटी है फिर हमने कुछ अन्य बदलावों पर भी गौर किया जैसे स्लॉट लाइन को प्लानर वेवगाइड लेकिन मैंने उल्लेख किया है कि ये लाइनें इस मायने में अपेक्षाकृत अधिक लॉसी हैं कि अधिक रेडिएशन लॉसेस होगा इसलिए ऐन्टेना के रूप में कई बार बेहतर विकल्प होता है क्योंकि वे माइक्रोस्ट्रिप सर्किट के रूप में विकल्प होते हैं इसलिए मैं आम तौर पर माइक्रोस्ट्रिप सर्किट पसंद करता हूं तो यही कारण है कि इस पाठ्यक्रम में हम माइक्रोस्ट्रिप सर्किट पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे फिर मैंने आपको एक उचित लेआउट करने के तरीके के बारे में बताया आप बाद में देखेंगे कि अधिकांश अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में बेंड बहुत आम हैं तो इस तरह के बेंड का उपयोग करने के बजाए इस बेंड का उपयोग करें जो सबसे बेहतर है यदि संभव न हो तो एक बेंड का उपयोग करें जिसमें कुछ इस तरह से है तो राइट एंगल बेंड आप यहाँ पर दो माईटर्ड बेंड का उपयोग करते हैं और यदि एंगल 900 नहीं है फिर भी मैं सलाह देता हूं कि आप इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करें बजाए केवल इस प्रकार का उपयोग करने के तब हमने विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्ट्रिप डिसकंटीन्यूइटी पर भी ध्यान दिया जो खुले और गैप हैं फिर चौड़ाई में स्टेप राइट एंगल बेंड टी जंक्शन क्रॉस जंक्शन वास्तव में कई अन्य डिसकंटीन्यूइटी भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि हम पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण हैं या अधिक सामान्यतः विभिन्न सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई देते हैं अब हम अगले एक रेक्टैंगुलर वेवगाइड की ओर बढे आप पहले के व्याख्यानों में पहले से ही रेक्टैंगुलर वेवगाइड से परिचित करा चुके हैं लेकिन मेरे पास बस थोड़ा सा दोहराव होगा लेकिन इस बारे में कुछ अतिरिक्त व्यावहारिक अवधारणाएँ यहाँ जोड़ें तो एक रेक्टैंगुलर वेवगाइड को इसके दो डायमेंशन द्वारा परिभाषित किया गया है और निश्चित रूप से तब उसकी लंबाई होगी अब यह यहाँ मूल रूप से कटऑफ फ्रीक्वेंसी को परिभाषित करता है इसलिए अगर हम फंडामेंटल मोड TE10 पर काम करने जा रहे हैं 10 क्या है 1 मूल रूप से इसका मतलब है कि यहाँ पर हाफ वेवलेंथ भिन्नता है तो हाफ वेवलेंथ क्या है ठीक है मान लीजिए कि मैं एक वेव लेता हूं तो वेव हम कहे 0 है तो यह अधिकतम पर जाती है 0 पर आती है और 0 पर वापस जाती है तो यह कम्पलीट वेव फॉर्म होगा यहाँ क्या हुआ वेव 0 से जा रही है यह अधिकतम तक जाती है और फिर यहाँ 0 से आती है अब यह वोल्टेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्टेज क्यों चूँकि यह एक शॉर्ट सर्किट है इसलिए शॉर्ट सर्किट के लिए वोल्टेज 0 होगा और यह यहाँ 0 होगा बीच में यह अधिकतम होगा लेकिन अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो करंट यहाँ पर अधिकतम होगा तो करंट हम कहे अधिकतम होगा फिर यह 0 पर जाएगा और फिर यह न्यूनतम पर जाएगा तो इन वेवगाइड को परिभाषित किया जाता है कटऑफ फ्रीक्वेंसी द्वारा और कटऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हमें कटऑफ वेवलेंथ पता लगाना होगा cc2a और एक बार हम cजान लेते हैं हम जानते हैं कि कटऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं बल्कि fcCc और c 2a है अब आमतौर पर बोले तो वेवगाइड का उपयोग केवल कटऑफ फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर नहीं किया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण लूंगा और फिर आपको समझाऊंगा तो मान लीजिए कि एक वेवगाइड जो यहां उदाहरण के रूप में दिखाया गया है a 2" और b 1" इसलिए यदि a 2" आप वास्तव में गणना कर सकते हैं तो c 2 × 2 4 आप सेमी प्राप्त करने के लिए उस इंच को 254 में गुणा करें और उसके बाद से आप fcCcअवधारणा का उपयोग करते हैं और फिर कटऑफ फ्रीक्वेंसी 295 GHz आता है TE10 मोड के लिए हालाँकि आप 3 GHz या उससे अधिक पर वेवगाइड का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसका कारण यह है कि यहाँ एटीन्यूएशन कर्व बनाम फ्रीक्वेंसी है और ये कर्व यहाँ भिन्न मोड के लिए दिए गए हैं TE10 मोड और अन्य मोड अब TE10 मोड को डोमिनेंट मोड के रूप में जाना जाता है अधिकांश अनुप्रयोग TE10 मोड के डोमिनेंट मोड का उपयोग करते हैं तो बस यहाँ पर ध्यान दें अब यह देखें कि फ्रीक्वेंसी 295 3 GHz के करीब हैं तो हम देखते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी 3 GHz है इसलिए अगर मैं 3 GHz पर यहां वर्टिकली जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि एटीन्यूएशन अपेक्षाकृत बहुत अधिक है और यह एटीन्यूएशन अब कम हो रहा है इसलिए आप देख सकते हैं कि इस विशेष क्षेत्र में अपेक्षाकृत एटीन्यूएशन छोटा है तो आप देख सकते हैं कि ये संख्याएँ कोएक्सिअल लाइन की तुलना में बहुत कम हैं इसलिए वास्तव में रेक्टैंगुलर वेवगाइड में एक कोएक्सिअल लाइन या यहाँ तक कि एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन की तुलना में बहुत कम लॉस होता है तो यहाँ सामान्य तौर पर इसका उल्लेख केवल 295 है और आम तौर पर इस विशेष वेवगाइड में इस विशेष फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग किया जाता है जो कि शायद ही कभी 13 f c से लगभग 19 fc से मेल खाती हो अब दो चीजें हैं जो एक हैं निश्चित रूप से इस रेंज में कम एटीन्यूएशन है लेकिन अगर आप देखते हैं कि कम एटीन्यूएशन इस पॉइंट तक सभी तरह से फैला है तो यह सीमा क्यों है इस सीमा के लिए कारण है कि अगर हम कहे b a2है अब उस विशेष मामले में यदि b a2 तो डबल फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है यह विशेष मोड से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो यह मोड 10 है लेकिन दूसरी मोड जो यहाँ पर आ सकती है जो अब हो सकती है 01 मोड इसके अलावा फ्रीक्वेंसी पर इस विशेष चीज को दोगुना करने पर हम TE20 पर 10 नहीं होंगे यह कुछ इस तरह होगा अधिकतम यह 0 पर जाएगा और फिर यह इस तरह आएगा तो इसका मतलब है कि हायर ऑर्डर मोड का प्रोपगेटिंग शुरू हो जाएगा जो हम वास्तव में नहीं चाहते हैं इसलिए 13 fc से 19 fc की सीमा है मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि कई वेवगाइड को इसकी संख्याओं द्वारा भी परिभाषित किया गया है इसलिए उदाहरण के लिए उपलब्ध स्टैण्डर्ड WR 90 है अब वास्तव में इस संख्या में ही a का डायमेंशन छिपा है तो यहाँ a 09" है तो आपके पास 90 है जो आपने 09 डाल दिया है अब आप केवल इस विशेष मामले b 04" में आपको बताते हैं इसलिए जो वास्तव में a का आधा नहीं है a का आधा 045" होगा यह इसके करीब है बस आपको उदाहरण के लिए कुछ अन्य नंबर देने के लिए एक समय में हमने WR 2300 पर काम किया था इसलिए 2300 का मतलब वास्तव में 23" है तो यह इस बड़े वेवगाइड के बारे में है ओके और जो b था वह a का आधा है लेकिन क्योंकि यह आकार इतना बड़ा था कि कम ऊंचाई वाली वेवगाइड भी उपलब्ध है जहाँ b a4 है इसलिए जब आप एक वेवगाइड चुन रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है उदाहरण के लिए आप WR 90 के लिए गणना कर सकते हैं आप देखेंगे कि कटऑफ फ्रीक्वेंसी वास्तव में 7 गीगाहर्ट्ज से कम है हालांकि इस वेवगाइड के लिए ऑपरेटिंग रेंज को आमतौर पर 8 से 12 गीगाहर्ट्ज के रूप में दिया जाता है जो कि एक्स बैंड है तो इस एटीन्यूएशन कर्व के बारे में सावधान रहें यहां तक कि कटऑफ फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज है आप वास्तव में 3 गीगाहर्ट्ज पर वेवगाइड का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इस विशेष फ्रीक्वेंसी पर एटीन्यूएशन बहुत बड़ा होगा तो आइए हम विभिन्न ट्रांसमिशन लाइनों की तुलना करें तो कोएक्सिअल केबल के लिए अलग अलग मोड हो सकते हैं जो पहले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं तो अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें उदाहरण के लिए कोएक्सिअल केबल में एक बैंडविड्थ उच्च है लेकिन मैं बस यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सावधान रहें एक कोएक्सिअल केबल का उपयोग dc से लगभग 1 GHz या 10 GHz या 40 GHz तक किया जा सकता है लेकिन आपको इसके लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी होगी अब वेवगाइड बैंडविड्थ जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आम तौर पर इसका कारण कम होता है वेवगाइड को इसके मोड द्वारा परिभाषित किया गया है और आप कह सकते हैं कि बैंडविड्थ आमतौर पर 13 fc से लगभग 19 fc तक सीमित होगा तो स्ट्रिप लाइन आप देख सकते हैं कि बैंडविड्थ अपेक्षाकृत अधिक है यहां डिस्पेरशन के कारण या रेडिएशन की वजह से यह फिर से थोड़ा कम है जो वहां पर है ठीक है तो निश्चित रूप से लॉस कोएक्सिअल केबल में मेडियम लॉस होती है वेवगाइड में बहुत कम लॉस होता है और इनमें अपेक्षाकृत अधिक लॉस होता है फिर से इसी प्रकार अब पावर कैपेसिटी कोएक्सिअल केबल मेडियम पावर को संभाल सकती है इस विशेष मामले में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि कोएक्सिअल केबल के कई रूप उपलब्ध हैं एक पतली कोएक्सिअल केबल हो सकती है या एक मोटी कोएक्सिअल केबल भी हो सकती है जो कई किलोवाट पावर भी संभाल सकती है लेकिन वेवगाइड निश्चित रूप से बहुत हाई पावर को संभाल सकता है इसका कारण यह है कि सबसे पहले यहाँ कोई सेंटर कंडक्टर नहीं है इसलिए अन्य मामलों में सेंटर कंडक्टर के पतले होने से हाई रेजिस्टेंस होगा तो I2R लॉस अधिक होगा यहां कोई सेंटर कंडक्टर नहीं है और निश्चित रूप से बाहरी 4 दीवारें हैं जो 4 मेटल की दीवार से बनी हैं ताकि वे हाई पावर को संभाल सकें बेशक इसके साथ नुकसान यह है कि इसका भौतिक आकार अपेक्षाकृत बड़ा है ठीक है आप यहाँ कॉम्पोनेन्ट के साथ इंटीग्रेशन पर लाभ देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन के साथ इसे इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है स्ट्रिप लाइन फेयर फेयर क्यों है इसका कारण है हम कहें कि अगर मेरे पास एक सब्सट्रेट है तो हमारे पास एक लाइन है यदि आप उस पर कॉम्पोनेन्ट को रखना चाहते हैं तो एक और चीज डालना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि यदि आप इस कॉम्पोनेन्ट या लम्पड एलिमेंट्स की परत डालते हैं तो निश्चित मोटाई होगी तो यहाँ एक एयर गैप होगा इसलिए जब आप कॉम्पोनेन्ट को माउंट करना चाहते हैं तो आपको वास्तव में बहुत सावधान रहना होगा इसलिए यही कारण है कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन बहुत लोकप्रिय है और ये वास्तव में अब उपयोग किए जा रहे हैं लगभग आप अपने सभी लैपटॉप मोबाइल फोन और अन्य मामलों में कह सकते हैं आइए अब हम लॉसी ट्रांसमिशन लाइन की मूल अवधारणा को देखें ठीक है आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस विशेष चीज का अध्ययन किया होगा लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों पर ध्यान देंगे क्योंकि हम बाद में कई अनुप्रयोगों के लिए इस ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी समीक्षा करें तो यहाँ हमारे पास क्या है एक बहुत छोटी कोएक्सिअल लाइन यहाँ पर डिस्क्रीट मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है तो हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस और कोएक्सिअल लाइन की लंबाई dz है तो वह Rdz है तो इंडक्टर हमें Ldz कैपेसिटेंस कहने दें कैपेसिटेंस क्या है आप कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस बाहरी कंडक्टर और सेंटर कंडक्टर के बीच है या कैपेसिटेंस लाइन और ग्राउंड के बीच हो सकता है और यह विशेष रूप से लॉसी सब्सट्रेट की वजह से आम तौर पर होगा तो सब्सट्रेट लॉसलेस है तो यह टर्म आम तौर पर नहीं होगा तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग चीजें क्या हैं तो यह एक्सप्रेशन एक सामान्य एक्सप्रेशन है जो एक प्रोपगेशन कांस्टेंट है और जो RjωLGjωCद्वारा दी जाती है जहां R आप लाइन की सीरीज रेजिस्टेंस कह सकते हैं यह लाइन का इंडक्टर है यह कंडक्टेन्स है जो लाइन और ग्राउंड और कैपेसिटेंस के बीच है इसलिए यदि आप मानते हैं कि R और G बहुत छोटे हैं तो उस विशेष मामले में हम यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं तो इस अनुमान को बनाकर आप कह सकते हैं कि यह टर्म यहाँ पर इस टर्म को सरल बना देता है और यदि हम अभी यह मान लें कि यदि R0 है तो प्रोपगेशन कांस्टेंट यहाँ पर इस विशेष टर्म के बराबर है अब इसी प्रकार हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स एक्सप्रेशन है जो अब RjωLGjωCहैं यदि आप वास्तव में इसे देखते हैं तो ये दो चीजें समान दिखती हैं यहां यह प्रोडक्ट है यहां यह दो टर्म्स का अनुपात है तो अगर R 0 G 0 यह वहाँ नहीं होगा j j को रद्द कर दिया और हमें मिल जाएगा LC तो अब आप फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अवधारणा से परिचित हो सकते हैं इसलिए जहां हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जो हम लंबाई L कहते है और लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Z0 है जो एक लोड इम्पीडेन्स में समाप्त होती है इन सभी योगों को जिन्हें हम देख रहे हैं वे सभी प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन के लिए मान्य हैं तो यह अवधारणा इन सभी के लिए मान्य है विशेष रूप से इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यह कोएक्सिअल या माइक्रोस्ट्रिप या स्ट्रिप लाइन के लिए अच्छा है या नहीं यह उन सभी मामलों के लिए मान्य है तो अब एक लोडेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो आम तौर पर किया जाता है मैं आपको बस एक विशिष्ट चीज दूंगा आप ट्रांसमिशन लाइन को इस टर्म में परिभाषित करे कहे तो इस पोर्ट में वोल्टेज इस पोर्ट पर वोल्टेज और इस वोल्टेज को आपने देखा होगा जो कॉस हाइपरबोलिक टर्म और साइन हाइपरबोलिक टर्म वॉल्टेज और करंट के संदर्भ में में दिया गया है और इसी तरह के रूप में करंट को लिखा जाता है तो हम v और I का अनुपात लेते हैं जो हमें Z इनपुट का मान देता है और कॉस हाइपरबोलिक टर्म और साइन हाइपरबोलिक टर्म जो हमें कहते हैं cos⁡hγl और हमने देखा कि α jβ और 0 लॉसलेस लाइन के लिए जो कि jβ है और जो कि टर्म टर्म के अनुसार लिखे गए हैं और यह कि कॉस हाइपरबोलिक टर्म और साइन हाइपरबोलिक टर्म कॉस टर्म और साइन टर्म में सिम्पलीफाइड हो जाते हैं और उसी के अनुपात को ले कर हमें यह विशेष एक्सप्रेशन मिलती है यह एक्सप्रेशन पर अगर आपको थोड़ी शंका है तो आप अपने पुराने नोट्स को रिफ्रेश कर सकते हैं या आप इनमें से किसी भी एक पुस्तक को देख सकते हैं जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है आप पोजर बुक या कॉलिन्स बुक या कोई अन्य जॉर्डन बालमैन पुस्तक वगैरह भी पढ़ सकते हैं जिस पर आपने अध्ययन किया होगा अब आज हम जिस चीज में रुचि रखते हैं वह विभिन्न प्रकार के कॉम्पोनेन्ट को महसूस करने के लिए इस विशेष ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करना है और जैसा कि हम माइक्रोवेव में देखेंगे बाद में हम देखेंगे कि हमें बहुत ही छोटे इन्डकटन्स या कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है जो कि बाजार से खरीदना बहुत मुश्किल होता है वे शेल्फ के रूप में उपलब्ध नहीं हैं इसलिए कई बार हमें इन इंडक्टर्स और कैपेसिटर का एहसास ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करके होता है तो बस इस पर ध्यान दें कि हम इन ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग करके इंडक्टर्स या कैपेसिटर का एहसास कैसे कर सकते हैं तो बस इस एक्सप्रेशन को फिर से देखें तो Zin Z0 द्वारा दिया गया है जो उस लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स है जिसे आप यहां देख सकते हैं कि एक लोड इम्पीडेन्स है और फिर Z0tan βl β कुछ भी नहीं लेकिन प्रोपगेशन कांस्टेंट है बस आपको बताने के लिए तो 2π जहां 0r कोएक्सिअल केबल के मामले में या स्ट्रिप लाइन के मामले में लेकिन माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए λ0e तो अब विभिन्न मामलों को देखें तो शॉर्ट सर्किटेड लाइन के लिए केस नंबर एक का मतलब है कि यहाँ एक ट्रांसमिशन लाइन है जो शॉर्ट सर्किटेड है तो इसका मतलब है कि ZL 0 और अब यदि आप ZL 0 को यहाँ पर रखते हैं तो यह 0 है यह 0 है तो अब क्या होता है सरल कीजिए Z0 Z0 रद्द हो जाते है हमें Z0 tan⁡βl मिलता है अब आप देख सकते हैं कि यह विशेष टर्म यहां j है और इस टर्म को ωLके रूप में दर्शाया जा सकता है लेकिन यहां एक शर्त है मैं एक एक करके समझाऊंगा कि ये चीजें क्या हैं इसलिए याद रखें कि यहाँ इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस का इम्पीडेन्स क्या है जो jωL के बराबर है यह इम्पीडेन्स क्या है j Z0 जो कुछ हद तक इसी के समान है लेकिन ऐसा केवल तब ही होगा जब L λ4 यह शर्त क्यों तो बस यहाँ इस पर ध्यान दें तो β 2π तो L λ4 तो यह टर्म 900 से कम हो सकता है और जो कुछ भी का टैन जो 900 से कम है सकारात्मक हो जाएगा तो यह एक सकारात्मक संख्या j Z0 होगा कुछ सकारात्मक संख्या जो इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एक छोटी ट्रांसमिशन लाइन जो λ 4 से छोटी होनी चाहिए जो शॉर्ट सर्किटेड है एक इंडक्टेंस का एहसास कर सकती है अब आप अच्छी तरह से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि अगर यहां शॉर्ट सर्किट हुआ है तो करंट प्रवाहित होगा यहां वोल्टेज 0 के बराबर है यहां यह कैसे इंडक्टर का एहसास करता है ठीक है इस कारण को यहां देखें क्योंकि हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं और हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है यदि यह एक शॉर्ट सर्किट है तो यह पॉइंट शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें वोल्टेज वेव फॉर्म होगा जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यदि यहां कोई शॉर्ट है तो शॉर्ट से यह मैक्सिमा तक जाएगी यह 0 पर जाएगी फिर यह मिनीमा में जाएगी यह 0 पर जाएगी इसलिए इसके बारे में सोचें 0 से λ 4 की लंबाई यह 0 से अधिकतम पर जाएगी तो एक शॉर्ट सर्किट यहाँ वास्तव में यहाँ पर अधिकतम हो जाएगा अगर लंबाई ठीक λ 4 केबराबर है अब देखते हैं कि क्या होता है अगर λ 4 l λ 2 यदि यह λ 4 से अधिक है और λ 2 से कम है तो l 900 से 1800 के बीच होगा उस स्थिति में यह मात्रा नकारात्मक होगी और यदि यह नकारात्मक है तो यह मात्रा मान्य नहीं होगी तो वास्तव में यहाँ एक नकारात्मक एक कैपेसिटेंस का एहसास होगा तो इसका मतलब है एक लंबाई जो λ 4 से 2 के बीच है वास्तव में एक कैपेसिटेंस का एहसास होगा हालांकि आमतौर पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यह अगले एक से स्पष्ट होगा इसलिए हम आम तौर पर एक छोटी लाइन का उपयोग करते हैं जो कि λ 4 से कम है और अगर यह शॉर्ट सर्किटेड है तो यह एक इंडक्टेंस का एहसास कर सकता है हम केस नंबर 2 देखते हैं केस 2 ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट के लिए ZL तो आइए देखें कि इस मामले में क्या होता है ZL और ZL अब कृपया इस इंफिनिटी को सीधे रद्द करने का प्रयास न करें सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि यह इंफिनिटी है तो कोई भी टर्म जो इंफिनिटी में जोड़ा जाता है नगण्य होगा तो यह चला जाता है अब यह इंफिनिटी है कोई भी टर्म जो इंफिनिटी में जोड़ा जाता है नगण्य होगा तो यह नगण्य है यह नगण्य है तो अब आप यहाँ पर ZL के साथ ZL को रद्द कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा अब यह बराबर है 1j ωC के l λ 4 के लिए फिर से चर्चा उसी के समान है जिसका मैंने यहां उल्लेख किया था तो अगर l λ 4 यह विशेष चीज 900 से कम होगी तो 900 से कम का टैन सकारात्मक होगा ताकि यह इसके बराबर होगा तो इसका मतलब है कि मैं एक छोटी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करके कैपेसिटेंस का एहसास कर सकता हूं जो एक ओपन सर्किट है इसलिए यदि आप सिर्फ सर्किट थ्योरी के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो ये बातें बहुत मायने नहीं रख सकती हैं ओपन सर्किट जो आपको हमेशा लगता है कि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है कि यह इंडक्टेंस को कैसे महसूस कर सकता है आपको इस तरह से सोचना होगा तो अगर यह विशेष चीज ओपन सर्किट है और यदि lλ 4 है तो ओपन सर्किट यहां पर शॉर्ट सर्किट बन जाएगा और बीच में कुछ भी तो क्या होगा तो हम कहते हैं कि क्या यह एक ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट के लिए करंट क्या होगा करंट 0 होगा वोल्टेज अधिकतम होगा तो यह करंट है जो यहाँ 0 है अगर यह λ 4 है मॅक्सिमा के लिए जाने की कोशिश करेंगे मान लें कि यह लंबाई l λ 8 है लेकिन फिर भी यह 0 से जाएगा शायद मैक्सिमा का अधिकतम आधा हिस्सा यहां हो सकता है लेकिन आपके पास करंट का कुछ फाइनाइट मूल्य होगा तो यह एक सामान्य सर्किट थ्योरी और माइक्रोवेव में अंतर है क्योंकि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ बहुत छोटा होता है और बस आपको थोड़ा सा विचार देने के लिए यह भी देखें कि अगर आपने कहे तो 1 गीगाहर्ट्ज पर काम किया है तो λ क्या है λ 30 सेमी 304 क्या होगा 75 सेमी अब इन चीजों को एक माइक्रोस्ट्रिप लाइन पर रखा जा सकता है या आप एक कोएक्सिअल केबल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस विशेष अवधारणा का उपयोग करते हुए इंडक्टर को महसूस करने का प्रयास करते हैं तो हमें 1 मेगाहर्ट्ज कहने दें अब 1 मेगाहर्ट्ज की वेव की लंबाई 300 मीटर है और 3004 75 मीटर होगा इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इंडक्टर का एहसास करने के लिए 75 मीटर की लंबाई तक का उपयोग करना होगा बल्कि बाजार या शेल्फ से इंडक्टर द्वारा करना होगा फिर एक मैचड लोड के लिए यहां तीसरे मामले को देखें जिसका अर्थ है ZL Z0 तो अगर ZL Z0 तो क्या होगा यदि ZL Z0 यहां है ZL Z0 यह यहाँ पर रद्द हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि Z इनपुट Z0 के बराबर है L के सभी मानों के लिए इसलिए यह L से इंडिपेंडेंट है वास्तव में यह फ्रीक्वेंसी से भी इंडिपेंडेंट है तो इसका क्या महत्व है अब इसका महत्व यह है कि यदि Zin Z0 का अर्थ है कि यहाँ पर सोर्स 50 Ω के बराबर है और यह यहाँ समाप्त हो गया है तो क्या होता है यदि यह यहां 50 Ω है और यदि यह 50 Ω है तो यदि आप याद करें कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए लोड इंपेडेंस सोर्स इंपेडेंस के बराबर होनी चाहिए तो अब आप देख सकते हैं कि Zin Z0 भले ही बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन है लेकिन पावर ट्रांसफर अब अधिकतम होगा इसलिए हम जो कुछ भी इनपुट साइड में देते हैं वह सभी पावर इस विशेष चीज पर जाएगी और यही इसका यहाँ का महत्व है आइए हम यहाँ दो और मामलों को देखें एक मामला यह है कि लंबाई वास्तव में λ 4 के बराबर है तो जब l λ 4 जो कि tanβl होगा जो tan900 हैं यह टर्म इंफिनिटी हो जाएगा और अगर आप अब इस विशेष चीज को पिछले समीकरण में सब्सीट्यूट करते हैं तो ZinZ02ZL और इस विशेष बात को क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के रूप में जाना जाता है एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए यदि ZL 100 Ω है और हमें Zin 50 Ω की आवश्यकता है हमें Zin 50 Ω की आवश्यकता क्यों है क्योंकि अधिकांश सोर्स में आउटपुट इम्पीडेंस है जो 50 Ω के बराबर है इसलिए यदि मैं एक विशेष सोर्स को इस विशेष लोड 100 Ω से जोड़ना चाहता हूं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगा हालांकि अगर हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की इस अवधारणा का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है तो हम जानते हैं ZL 100 वांछित 50 Ω है हम इस विशेष समीकरण का उपयोग करते हैं इसलिए यदि मैं एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 में इम्पीडेंस 777 Ω का उपयोग करता हूं इसका मतलब है कि लोड इम्पीडेंस 100 Ω को सोर्स इम्पीडेंस या 50 Ω के इनपुट इम्पीडेंस में स्थानांतरित किया जाता है जो इस से मेल खाता होगा और चूंकि लाइन लॉसलेस है लाइन में कोई लॉस नहीं होगा इसलिए इसका मतलब है कि अब जो भी इनपुट साइड से आने वाली पावर है उसे लोड पर पहुंचाया जाएगा क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है मैं यहाँ एक और मामले का उल्लेख करना चाहता हूँ यह विशेष मामला कई बार उपयोगी होता है जब आप किसी विशेष सिस्टम का उचित लेआउट चाहते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि l λ 2 तो आप अब tanβlडालते हैं यह 0 हो जाता है और अगर यह 0 के बराबर है तो Zin ZL ताकि इसका मतलब है इनपुट इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा यदि आप lλ 2चुनते हैं और इस विशेष यह लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से इंडिपेंडेंट है वास्तव में ऐसा कुछ हमने विशेष रूप से सीरीज फेड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना ऐरे का उपयोग करके किया था और बीच में हमें लंबाई का उपयोग करना था जो था λ 2 1800 फेज शिफ्ट प्रदान करने के लिए तो एक कोई 1800 फेज शिफ्ट प्रदान कर सकते हैं एक ही समय में इनपुट इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के रूप में समान रहते हैं इसलिए यदि हम l λ 2 का उपयोग करते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर हो जाती है इसलिए आज हमने संक्षेप में कोएक्सिअल लाइन माइक्रोस्ट्रिप लाइन स्ट्रिप लाइन पर ध्यान दिया है और हमने वेवगाइड के बारे में थोड़ा विस्तार से देखा हमने अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन की तुलना देखा और उसके बाद हमने एक ट्रांसमिशन लाइन के सरल मॉडल के बारे में बात की और फिर हमने अलग अलग मामलों में देखा 1 2 3 4 5 और हमने वास्तव में देखा कि एक छोटी शॉर्टेड ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करके हम एक इंडक्टर का एहसास कर सकते हैं या यदि हम छोटी ओपन सर्किट लाइन का उपयोग करते हैं तो हम वास्तव में कैपेसिटर का एहसास कर सकते हैं और हम λ 4 लाइन का किसी भी आर्बिट्रेरी इंपेडेंस को किसी अन्य इंपेडेंस में ट्रांसफार्म करने के लिए उपयोग कर सकते हैं करैक्टेरिस्टिक इंपेडेंस का उपयोग करके तो किसी भी लोड इंपेडेंस को वांछित इनपुट इंपेडेंस में एक उचित रूप से डिजाइन माइक्रोस्ट्रिप लाइन या स्ट्रिप लाइन या कोएक्सिअल लाइन किसी दिए गए करैक्टेरिस्टिक इंपेडेंस का उपयोग करके ट्रांसफर किया जा सकता है इसलिए अगले व्याख्यान में हम क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर सिंगल सेक्शन मल्टीपल सेक्शन से जुड़ी चीजों को अलग अलग देखने जा रहे हैं हम स्मिथ चार्ट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट VSWR और भी देखेंगे इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं